पिछले व्याख्यान में हमने कुल योजना समस्या पेश की हमने यह कहकर शुरू किया कि एक मांग है हमने कहा कि हम एक एकल आइटम का उत्पादन करते हैं या जो एक उत्पाद बनाया जा रहा है उसे मान लेते हैं 12 महीने की मांग 3000 3000 2500 और इसी तरह दी जाती है हमने यह भी कहा कि उत्पादन के कुछ नियमित समय उपलब्ध हैं जो 12 महीने में 22 18 22 और इसी तरह हमने यह भी कहा कि उपलब्ध ओवरटाइम दिन ज्ञात हैं जो 4 4 5 और इसी तरह के हैं अब जब हम नियमित समय के दिनों को जान लेते हैं हमने इसे एक निरंतरता से गुणा किया और कहा कि यदि 22 दिन हैं तो कुल 2288 यूनिट नियमित समय क्षमता ज्ञात है तो नियमित समय क्षमता कॉलम को गुणा करके गणना की जा सकती है इन नियमित समय दिनों को एक स्थिर में जो 104 तक होता है इस मामले में 22 गुणा 104 2288 है इसका मतलब है कि एक दिन में उपलब्ध लोगों के साथ हम आइटम या उत्पाद की 104 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं इसी तरह यदि महीने में 4 ओवरटाइम दिन उपलब्ध हैं तो 416 अधिकतम है जो ओवरटाइम क्षमता का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है और यह कॉलम कि कुल क्षमता नियमित समय क्षमता और ओवरटाइम क्षमता का योग है अब एक निर्णय निर्माता के रूप में हमें अब यह कहना होगा कि हम नियमित समय का उपयोग करके कितने उत्पादन करने जा रहे हैं हम कितने समय का उपयोग करके उत्पादन करने जा रहे हैं तो कुल उत्पादन नियत समय उत्पादन और नियोजित होने वाले ओवरटाइम उत्पादन का योग होगा इसलिए यदि हम 2288 यहां और 416 यहां देते हैं तो कुल स्वचालित रूप से 2704 हो जाता है हमें यहां नंबर भी देना होगा जिसका अर्थ है कि नियोजित नियमित समय उत्पादन मात्रा यहां मौजूद क्षमता से कम या बराबर होनी चाहिए और इसी तरह नियोजित ओवरटाइम उत्पादन मात्रा उस क्षमता के बराबर या उससे कम होनी चाहिए जो यहां उपलब्ध है अब इन दोनों को व्यक्तिगत रूप से भरने के बजाय उपयोगकर्ता जो करता है वह कोशिश करेगा और यहां एक संख्या भरें जो इससे कम होगी या इस मामले में 2704 के बराबर हमने 2704 भरे हैं अब जिस समय हम 2704 भरते हैं हम यह मान सकते हैं कि अधिकतम संभव 2288 नियमित समय उत्पादन में जाएगा और शेष राशि ओवरटाइम उत्पादन में जाएगी ऐसा इसलिए है क्योंकि नियमित समय उत्पादन को ओवरटाइम उत्पादन की तुलना में कम महंगा या सस्ता माना जाता है और इसलिए हम 2704 पर निर्णय लेते हैं कि हम नियमित समय के माध्यम से अधिकतम संभव उत्पादन करेंगे और संतुलन ओवरटाइम के लिए आएगा इसलिए यदि हम यहां 2704 लिखते हैं जिसका अर्थ है कि हम 2704 का उत्पादन करने का निर्णय लेते हैं तो अंतिम सूची 1000 की एक सूची शुरू होगी जिसे माना जाता है कि उत्पादन में 2704 कम मांग है जो कि 3000 है इसलिए यह 704 हो जाता है अब हम 2704 के उत्पादन से जुड़ी लागतों की गणना भी करते हैं जिसमें से 2288 नियमित समय और 416 ओवरटाइम के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं इसलिए हम मानते हैं कि नियमित समय उत्पादन लागत 100 रुपये है इसलिए हम नियमित समय उत्पादन लागत के रूप में 2288 लाख रुपये खर्च करते हैं हम मानते हैं कि ओवरटाइम लागत 130 है और 416 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए हम 05408 लाख रुपये खर्च करते हैं हम मानते हैं कि इन्वेंट्री 20 रुपये प्रति यूनिट प्रति माह चार्ज की जाती है इसलिए 704 की एंड इन्वेंट्री को ले जाने के लिए हम इसे 20 से गुणा करते हैं और 01408 लाख की लागत लेते हैं कोई कमी नहीं है क्योंकि एंडिंग इन्वेंटरी सकारात्मक है इस उदाहरण में हम इन्वेंट्री चार्ज कर रहे हैं इन्वेंट्री लागत के आधार पर इन्वेंट्री की गणना एंड इनवेंटरी वैल्यू के आधार पर की जाती है इसलिए इन चार लागतों के योग के रूप में कोई कमी लागत और कुल लागत नहीं है जो एक नियमित समय लागत ओवरटाइम लागत इन्वेंट्री लागत और कमी लागत है और यह 29696 लाख है अब जनवरी की समाप्ति सूची जो 704 है फरवरी के लिए शुरुआती इन्वेंट्री बन जाती है जिसे यहां 704 दिखाया गया है अब उपयोगकर्ता को यहां एक निर्णय करना है कि कुल उत्पादन क्या है इसलिए यदि उपयोगकर्ता यहां सभी संभव 2288 का उत्पादन करने का निर्णय लेता है तो इस 1872 में से जो अधिकतम संभव है वह नियमित समय के उत्पादन में जाएगा और शेष समय के साथ उत्पादन में जाएगा अब समाप्त होने वाली इन्वेंट्री की शुरुआत होगी इन्वेंट्री 704 प्लस 2288 माइनस 3000 जो कि माइनस 8 है तो फरवरी के महीने के लिए नियमित समय लागत 1872 लाख है जो कि 1872 यूनिट 100 रुपये में है ओवरटाइम लागत 05408 लाख है जो 416 यूनिट 130 रुपये में है नहीं इन्वेंट्री लागत क्योंकि इन्वेंट्री को समाप्त करना नकारात्मक है लेकिन कमी की लागत 8 इकाइयां हैं छोटी समाप्ति की सूची है माइनस 8 यह दर्शाता है कि 8 इकाइयां छोटी कमी लागत रुपये 500 पर है इसलिए 500 में 8 इकाइयाँ हमें 004 लाख और कुल देगी 24528 लाख है अब हम फरवरी की इन्वेंट्री को समाप्त करने के साथ मार्च करने के लिए आते हैं माइनस 8 है इसलिए मार्च की इन्वेंट्री की शुरुआत माइनस 8 है इस माइनस 8 का मतलब है कि 8 इकाइयां बैक ऑर्डर की जाती हैं और मार्च में मिलती हैं इसलिए हमने इसे परिभाषित किया 500 की कमी लागत वास्तव में बैकऑर्डर लागत है जो प्रति माह प्रति यूनिट बैक ऑर्डर करने की लागत है इसलिए इस तरह हम आगे बढ़ते हैं कि उपयोगकर्ता कुल उत्पादन के लिए इन 12 निर्णयों को यहां करता है और स्प्रेडशीट हमें लागत की गणना करने में मदद करती है इसलिए इस उत्पादन योजना की लागत 331738 लाख है तो स्प्रेडशीट एक मूल्यांकन उपकरण है जहां उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई कुल उत्पादन पसंद को देखते हुए स्प्रेडशीट 333338 के रूप में लागत की गणना करती है इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न या अगला सवाल यह है कि ये मात्राएँ क्या हैं जैसे कि कुल लागत को कम से कम किया जाए इसलिए समग्र योजना की समस्या को परिभाषित किया जा सकता है जिसे देखते हुए 12 महीनों के लिए एकल उत्पाद की मांग की जाती है अब हम एक उत्पाद पर विचार कर रहे हैं बाद में हम आपको बताएंगे कि हम कई उत्पादों की देखभाल कैसे करते हैं इसलिए अभी एक उत्पाद की निश्चित अवधि के लिए मांग को देखते हुए नियमित समय क्षमता और ओवरटाइम क्षमता को देखते हुए उपयोगकर्ता को कुल उत्पादन मात्रा पर फैसला करना होगा जो कि नियमित समय उत्पादन मात्रा में विभाजित हो जाएगा और ओवरटाइम उत्पादन मात्रा शेष समीकरण का उपयोग करके जो कि इन्वेंट्री शुरू करता है और उत्पादन कम मांग इन्वेंट्री को समाप्त करने के बराबर है और एक महीने में इन्वेंट्री को समाप्त करना अगले महीने की एक शुरुआती इन्वेंट्री बन जाती है और नियमित समय उत्पादन ओवरटाइम प्रोडक्शन इन्वेंट्री और शॉर्टेज से जुड़ी लागत कुल उत्पादन मात्रा क्या होनी चाहिए ताकि यह लागत कम से कम हो अब यह कुल उत्पादन योजना की समस्या है अब हम कुछ अन्य सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं और पहला सवाल जिसका हमें जवाब देना चाहिए क्या हम केवल एक उत्पाद या कई उत्पादों पर विचार करने जा रहे हैं क्योंकि व्यवहार में प्रत्येक संगठन कई उत्पाद बनाता है अब हम उस प्रश्न को टाल देते हैं हम इसका उत्तर थोड़े समय बाद देते हैं अगला प्रश्न जो हमें उत्तर देना है वह केवल नियमित समय का उत्पादन है और ओवरटाइम उत्पादन ये केवल उत्पादन के दो साधन हैं या क्या हमारे पास उत्पादन के अन्य साधन हो सकते हैं उदाहरण के लिए क्या हम आउटसोर्सिंग को उत्पादन का साधन मान सकते हैं या मांग को पूरा करने के साधन के रूप में दूसरा सवाल यह है कि हमारे पास केवल इन लागत हैं या उनकी अन्य लागतें हैं तीसरा सवाल जिसका हम जवाब देना चाहते हैं वह इस स्प्रेडशीट में है जब हमने कहा कि 22 दिनों में हमारे पास 2288 की नियमित उत्पादन क्षमता है अब यह एक संख्या 104 से आया है जो कि प्रति दिन हम पैदा करने वाली कई इकाइयाँ हैं और यदि हम इन गणनाओं को देखें तो इन्हें इस तरह से बनाया गया है हम मानते हैं कि 65 लोग काम कर रहे हैं एक इकाई का उत्पादन करने में 10 घंटे लगते हैं इसलिए हमारे पास 650 65 लोग काम कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 16 घंटे खर्च करता है इसलिए एक दिन में हमारे पास 65 में 16 है जो कि 1040 है और फिर हम मानते हैं कि एक इकाई का उत्पादन करने में 10 घंटे लगते हैं इसलिए एक दिन में 104 इकाइयों का उत्पादन होता है अब अगला सवाल अब इस 65 में से 104 का आता है जो काम करने वाले लोगों की संख्या है अब क्या हम विभिन्न महीनों में काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं ताकि नियमित समय उत्पादन क्षमता और ओवरटाइम उत्पादन क्षमता भी भिन्न हो सकती है सवाल यह है कि नियोजन अवधि के माध्यम से यह प्रति दिन 104 सही हो सकता है या हम बढ़ सकते हैं या हमारे निपटान में लोगों की संख्या को अलग करके 104 घटाएं इसलिए हम इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं एक और स्प्रेडशीट का उपयोग करके और अतिरिक्त लागतों पर विचार करके और अलग अलग जनशक्ति पर विचार करके इसलिए हम अन्य स्प्रेडशीट में कोशिश करते हैं और दिखाते हैं जो कि इसी समस्या की तरह है हम यहां 3000 3000 2500 1500 वगैरह की समान मांगों पर विचार करते हैं आप उनकी 3000 समान मांगों की तुलना कर सकते हैं हम मानते हैं कि 30300 कुल मांग समान 30300 है नियमित समय दिन समान ओवरटाइम दिन समान हैं अब इस मॉडल में हम उस कार्यबल को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो संदर्भ समय 1300 है हमने इसे एक और स्प्रेडशीट का उपयोग करके समझाया जहां हम अतिरिक्त लागत के साथ साथ अलग अलग जनशक्ति पर विचार करते हैं अब इस स्प्रेडशीट में हम मांग के समान मूल्यों का उपयोग करते हैं और ये मांग 30300 तक बढ़ जाती है हम नियमित समय उत्पादन दिनों के समान मूल्यों का उपयोग करते हैं जैसा कि पिछली स्प्रैडशीट में और साथ ही ओवरटाइम उत्पादन दिनों के लिए समान मूल्यों का उपयोग करते हैं पहले की स्प्रैडशीट इस स्प्रेडशीट में जो परिवर्तन हम ला रहे हैं वह यह है कि अब हम कार्यबल को अलग करने जा रहे हैं इसलिए हम यह कह रहे हैं कि यह एक विशेष वर्ष के जनवरी का प्रतिनिधित्व करता है जहां मांग 3000 है हम मानते हैं कि पिछले दिसंबर में हमारे पास 58 लोग थे जो काम कर रहे थे अब इस स्प्रेडशीट गणना में हम यह दिखाने जा रहे हैं कि यह 58 अब बढ़कर 60 हो गया है इसलिए हम एक और कॉलम पेश करते हैं जो लोगों को काम पर रखने की बात करता है तो 58 से 60 तक हमने इस अवधि के लिए 2 लोगों को काम पर रखा है इसलिए काम पर रखे गए लोगों की संख्या 2 है हमने किसी को नहीं रखा है क्योंकि संख्या बढ़ गई है इसलिए अगर यह काम पर रखने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि है अगर कार्यबल में कमी है तो यह एक छंटनी है इसलिए हमारे पास छंटनी नहीं है यहां छंटनी 0 है अब 22 दिनों के लिए 60 लोगों के काम करने के साथ नियमित समय उत्पादन 2100 नियमित समय क्षमता 2112 है अब यह आता है कि हम 60 लोगों को एक दिन में 16 घंटे के लिए प्रत्येक काम करते हैं ताकि 960 को 10 से विभाजित किया जाए 96 है प्रत्येक दिन हम 96 इकाइयाँ बना सकते हैं इसलिए 22 दिनों में हम 2112 इकाइयाँ बना सकते हैं इसी तरह 4 ओवरटाइम दिनों में 96 से गुणा करके हमारे पास 384 की ओवरटाइम क्षमता है इसलिए अब नियमित समय क्षमता और ओवरटाइम क्षमता केवल निर्भर नहीं करती है दिनों की संख्या यह उन लोगों की संख्या पर भी निर्भर करता है जो उस महीने में काम कर रहे हैं हम यह भी मानते हैं कि एक बार जब हम 60 को परिभाषित करते हैं तो ये 60 लोग इस महीने के सभी 22 दिनों में काम करने वाले हैं इसलिए हम अब नियमित समय क्षमताओं और ओवरटाइम क्षमताओं को परिभाषित कर रहे हैं अब उपयोगकर्ता को कुल उत्पादन पर निर्णय देना होगा इसलिए एक बार जब उपयोगकर्ता यहां 2500 कहने का फैसला करता है तो 2500 में से पहला 2112 या 2112 नियमित समय उत्पादन का उपयोग करके बनाया जाएगा क्योंकि यह अधिकतम क्षमता है और शेष राशि ओवरटाइम उत्पादन से बनाई गई है जो आपके 384 ओवरटाइम उत्पादन से है अब हमने इस महीने में 2500 का उत्पादन करने का फैसला किया है हमारी नियमित समय क्षमता 2112 है हमारी ओवरटाइम क्षमता 384 है और साथ में क्षमता 2496 है लेकिन हमने 2500 का उत्पादन करने का फैसला किया है अब आरटी और ओटी क्षमता से बाहर हम प्राप्त कर सकते हैं केवल 2496 तो शेष 4 को आउटसोर्स होने के रूप में माना जाएगा इसलिए यदि उपयोगकर्ता 2500 में प्रवेश करता है तो पहले हम जांच करेंगे कि यह आरटी क्षमता क्या है तो आरटी उत्पादन को बहुत कुछ दिया जाता है और फिर शेष राशि ली जाती है फिर ओटी क्षमता देखी जाती है और फिर ओटी उत्पादन के लिए अधिकतम संभव दिया जाता है और अगर अभी भी कुछ दिया जाना है जो आउटसोर्सिंग को दिया जाता है तो इसका कारण और प्रेरणा यह है कि नियमित समय उत्पादन ओवरटाइम उत्पादन की तुलना में कम महंगा है जो आउटसोर्सिंग की तुलना में कम महंगा है इसलिए अधिकतम आरटी उत्पादन के लिए फिर ओटी उत्पादन के लिए दिया जाता है और फिर आउटसोर्सिंग के लिए अब अंत सूची को गणना सूची के रूप में उसी तरह से गणना की जाती है इस मामले में इन्वेंट्री की शुरुआत 1000 है उत्पादन 2500 है इसलिए 3500 3000 की कम मांग है जो यहां से आती है और अंत सूची 500 है अब हमारे पास विभिन्न लागतें हैं हमारे पास वास्तव में इस स्प्रेडशीट में 8 लागतें हैं नियमित समय लागत समयोपरि लागत इन्वेंट्री लागत कमी लागत काम पर रखने की लागत छंटनी लागत आउटसोर्सिंग लागत और कम लागत वाली लागत तो आइए हम इन सभी 8 लागतों को देखते हैं अब नियमित समय लागत को 100 के समान मूल्य पर रखा जाता है इसलिए 2112 इकाइयां हमें नियमित रूप से 2112 लाख की लागत देगी ओवरटाइम लागत 130 पर रखी गई है तो 384 इकाइयाँ हमें ओवरटाइम लागत 04992 लाख देगी 500 की समाप्ति सूची है इन्वेंट्री लागत 20 है इसलिए हमें 01 लाख मिलते हैं अंत सूची सकारात्मक है इसलिए कोई कमी नहीं है कमी की लागत 0 है इस अवधि में हम कर्मचारियों की संख्या को 58 से बढ़ाकर 60 कर देते हैं इसलिए हमने कार्यबल को काम पर रखा है काम पर रखने की लागत दी गई है क्योंकि काम पर रखने की लागत 500 है हमने 2 लोगों को काम पर रखा है इसलिए काम पर रखने की लागत 2 लोगों में 500 है जो 001 द्वारा दिया गया है कोई छंटनी का मतलब यह नहीं है कि कार्यबल कम हो जाता है इसलिए कोई छंटनी नहीं है एक आउटसोर्सिंग लागत है हमने 4 इकाइयों को आउटसोर्स किया है लागत आउटसोर्सिंग को 150 के रूप में लिया गया है इसलिए 150 में 4 में 600 है इसलिए 600 हमें 0006 देता है 8 वीं लागत जो हमें बताई जानी है वह मूल्य निर्धारण की लागत है अब इस विशेष मामले में नियमित समय क्षमता २११२ है और हमने नियमित समय क्षमता के सभी २११२ का उपयोग किया है यदि हम पूरी नियमित समय क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं और यदि कुछ नियमित समय क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है तो यह एक कम लागत बन जाती है इस मामले में मूल्यह्रास लागत 0 है अब यदि आप कुछ अन्य महीनों में वापस जाते हैं जहां मैं इनमें से कुछ लागतें दिखा सकता हूं और यदि हम 2 महीने में जाते हैं तो हम फरवरी की 500 अंत की सूची के साथ शुरू करते हैं फरवरी की शुरुआत 500 के साथ होती है अब हम फरवरी के महीने के लिए कर्मचारियों की संख्या 56 होने को परिभाषित करते हैं इसलिए एक छंटनी है कोई भर्ती नहीं है इसलिए फरवरी की छंटनी लागत है जिसे आप यहां देख सकते हैं एक छंटनी लागत है अब आप यह भी देखते हैं कि यदि आप अंत सूची वाले कॉलम को देखते हैं तो आपके पास नकारात्मक नहीं हैं इसलिए किसी भी बिंदु पर हमारे पास सभी कमी लागत हैं 0 यदि हम इस महीने को देखें तो हम इस महीने को देखते हैं हम अप्रैल के महीने को देखें तो अब हमें एहसास हुआ कि नियमित समय क्षमता 1824 है इस महीने के लिए ओवरटाइम क्षमता 384 है लेकिन हमने केवल 1500 का उत्पादन करने का फैसला किया है अब 1500 1824 से छोटा है इसलिए सभी 1500 नियमित समय उत्पादन के लिए जाता है कोई ओवरटाइम उत्पादन नहीं कोई आउटसोर्सिंग नहीं हमने पूरे 1824 का उपयोग नहीं किया है इसलिए 324 अनुपयोगी या कम करने के लिए उपलब्ध है तो प्रतिनियुक्ति की लागत 324 में 2 है जो 648 है इसलिए प्रतिनियुक्ति की लागत 00648 है इसलिए 8 लागतें हैं जो हम गणना करते हैं और फिर उत्पादन योजना की कुल लागत 327417 है इस उत्पादन योजना का उपयोग करते हुए जिसकी लागत 8 है और अधिक महत्वपूर्ण बात जिसके पास उपयोगकर्ता के लिए अधिक विकल्प हैं इसलिए इस मामले में मात्रा क्या होनी चाहिए जैसे कि यह कुल लागत कम से कम हो अब इस स्प्रेडशीट में उपयोगकर्ता वास्तव में 2 निर्णय लेता है कार्यबल पर एक निर्णय होता है और कुल उत्पादन पर निर्णय होता है पहले के स्प्रेडशीट में उपयोगकर्ता ने केवल एक निर्णय लिया था जो कुल उत्पादन पर है इसलिए कुल योजना के लिए प्रासंगिक अनुकूलन समस्या को एक निश्चित निर्णय दिया जाता है जो उपयोगकर्ता कार्यबल और उत्पादन के संबंध में करता है जो भी प्रासंगिक उत्पादन है बेशक यह बहुत आवश्यक है कि परिस्थितियां हैं जहां हम एक निरंतर कार्यबल के साथ काम करते हैं ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हम एक चर कार्यबल के साथ काम करते हैं इसलिए यह निर्भर करता है कि यह स्थिर है या परिवर्तनशील है कार्यबल निर्णय किए जाते हैं इसलिए उपयोगकर्ता उत्पादन और कार्यबल निर्णय लेता है यहां अधिकतम 8 लागतों पर विचार किया जाता है हम उन सभी पर विचार कर सकते हैं जिन्हें हम उनका सबसेट मान सकते हैं फिर समग्र नियोजन समस्या वह है जो उत्पादन और कार्यबल के फैसले हैं जैसे कि कुल लागत कम से कम अब हम रैखिक प्रोग्रामिंग पर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके अनुकूलन समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं इसलिए मुझे इसके बारे में समझाएं इसलिए हम प्रयास करते हैं और देखें कि समग्र नियोजन के लिए एलपी दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है इसलिए हम पहले मानते हैं कि पीरियड टी की मांग ज्ञात है और दी गई है इसलिए पीरियड टी की मांग है विभिन्न लागतें दी गई हैं और विभिन्न निर्णय दिए गए हैं हम कहते हैं कि आरटी पीरियड टी में इस्तेमाल होने वाला नियमित समय उत्पादन है आइए हम ओटी को पीरियड टी में इस्तेमाल होने वाले ओवरटाइम उत्पादन कहते हैं हमें टी अवधि के अंत में इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री के रूप में परिभाषित करते हैं पीरियड टी के अंत में एस टी की कमी है हमें टी के कुछ आउटसोर्स को यूनिट की संख्या आउटसोर्स के रूप में कहते हैं और यू टी को पीरियड टी में अंडरटाइजेशन होने दें पीरियड टी में एच लोगों की संख्या दें डब्ल्यू टी को पीरियड टी में काम करने वाले लोगों की संख्या होने दें एल टी को पीरियड टी में रखे गए लोगों की संख्या बता दें अब ये सभी हैं जहां यह ज्ञात है डी टी ज्ञात है ये सभी चर हैं जिन्हें हमें पता लगाना है इसलिए प्रभावी रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चर हैं लेकिन इन चर के बीच एक संबंध है अब हमारे पास उनमें से प्रत्येक के साथ जुड़ी हुई लागतें भी हैं जिन्हें हम निचली स्थिति संख्याओं का उपयोग करके दर्शाते हैं इसलिए छोटे आर को नियमित समय उत्पादन लागत दें अगर यह नियमित समय उत्पादन लागत अलग अलग अवधि में अलग अलग होने जा रही है तो हम एक छोटी सबस्क्रिप्ट आरटी जोड़ सकते हैं जो पीरियड टी में एक नियमित समय उत्पादन लागत है यदि यह सभी अवधियों के लिए समान होने जा रहा है तो यह आर होगा इसलिए इसे सामान्य करने के लिए हम यह कहकर शुरू करते हैं कि छोटे आरटी को पीरियड टी में नियमित समय के उत्पादन की लागत होने दें छोटी ओटी को पीरियड टी में ओवरटाइम उत्पादन की लागत है मुझे पीरियड टी के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट होना चाहिए आइए पीरियड टी के लिए शॉर्टेज कॉस्ट हो बता दें कि छोटे OUT पीरियड टी में आउटसोर्सिंग की लागत है और छोटे यू टी को पीरियड टी में उपयोग की लागत से कम होने दें बता दें कि छोटे h t को पीरियड t में लोगों को काम पर रखने की लागत होती है small l t को पीरियड t में लोगों की छंटनी करने का खर्च देना चाहिए अब अगर हम इन लागतों को परिभाषित करते हैं तो मैं छोटे w को परिभाषित नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बाकी लागतों को परिभाषित कर रहा हूं ताकि उद्देश्य फ़ंक्शन या न्यूनतमकरण फ़ंक्शन कम से कम हो जाए टी अवधि के लिए सममित यदि r आरटी में RT है तो यह परिवर्तनशील है यह स्थिरांक है और यह स्थिरांक विभिन्न अवधियों के लिए भिन्न माना जाता है अन्यथा हम बस एक r डाल सकते हैं यदि यह सभी अवधियों के लिए समान है तो यह ओ टाइम में नियमित समय उत्पादन लागत प्लस ओ टी का प्रतिनिधित्व करता है यह ओवरटाइम उत्पादन लागत का प्रतिनिधित्व करता है यह वैरिएबल है यह इकाई लागत है साथ ही I में t मैं इन्वेंट्री रखने की लागत का प्रतिनिधित्व करता है यह चर है यह एस टी में लागत प्लस एस t है जो कमी की लागत है अगर यह H t में प्लस h t है तो h t लोगों की संख्या है जिन्हें काम पर रखा गया है यह हायरिंग की यूनिट लागत है तो H t plus में l t t L की लागत में layoff plus out of outs t के आउटसोर्स में छोटा है यह वेरिएबल है यह U t में यू यू टी के तहत उपयोग की लागत plus लागत है तो 8 लागतें हैं जो मैंने रैखिक प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशन में रखी हैं ये 8 लागतें हैं अब हमें किसी भी विशिष्ट अवधि के लिए बाधाओं की आवश्यकता है I टी माइनस 1 उस अवधि के अंत में इन्वेंट्री है जो एक विशेष अवधि के लिए शुरुआती इन्वेंट्री है और साथ ही प्रोडक्शंस प्रोडक्शंस तीन तरह से निकलते हैं रेगुलर टाइम प्रोडक्शन प्लस आरटी प्लस ओटी प्लस ऑफ टी तो उत्पादन 3 रूपों में आता है नियमित समय उत्पादन ओवरटाइम उत्पादन और आउटसोर्स उत्पादन इसलिए ये तीनों उत्पादन की शुरुआत सूची का प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्पादन कम मांग डी टी अंत सूची के बराबर होना चाहिए इसलिए I t के बराबर होना चाहिए तो यह विशिष्ट संतुलन समीकरण है लेकिन शुरुआती इन्वेंट्री भी नकारात्मक हो सकती है यदि पहले की अवधि के अंत में कोई कमी है तो एक तरीका यह है कि अब ये मात्रा सभी से अधिक या 0 के बराबर हैं ये नकारात्मक नहीं हो सकता है लेकिन अगर हम पिछली अवधि के अंत में सूची के रूप में I t को परिभाषित करना शुरू करते हैं और अगर कोई कमी है तो I t और I t माइनस 1 नकारात्मक मान ले सकते हैं जिसका अर्थ है कि रैखिक प्रोग्रामिंग सूत्र I t को एक अप्रतिबंधित चर के रूप में परिभाषित किया जाना है जो सकारात्मक मान या ऋणात्मक मान ले सकता है अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग से यह भी जानते हैं कि प्रत्येक अप्रतिबंधित चर को दो चर के अंतर के रूप में दर्शाया जा सकता है जो दोनों 0 से अधिक या बराबर हैं साथ ही हमारे पास इन्वेंट्री और कमी के लिए अलग अलग लागतें भी हैं इसलिए यह हमारे लाभ के लिए है अगर हम अब इस का प्रतिनिधित्व करना शुरू करते हैं जैसे कि मैं 1 मिनट एस टी शून्य से 1 प्लस आरटी से अधिक ओटी प्लस ओटी और ओ से टी शून्य से डी के बराबर नहीं है इसलिए अगर शुरुआत की सूची सकारात्मक है तो हमारे पास हमारे I t ऋण 1 S का ऋणात्मक मान होगा 1 t ऋण 1 1 0 होगा यदि शुरुआती इन्वेंट्री में कमी थी तब इसका एक ऋणात्मक मान होता है इसलिए यह 0 होगा यह एक सकारात्मक मान होगा ताकि ऋण S t ऋण 1 ऋणात्मक हो इसी तरह यदि अंत सूची सकारात्मक या नकारात्मक है तो मैं और एस t संबंधित मान लेगा इसलिए यह हमारा पहला समीकरण है जो कि आविष्कार की मांग और उत्पादन को संतुलित करता है इसलिए यह एक समीकरण है इसलिए हमारे पास 12 पीरियड होने पर 12 ऐसे समीकरण होंगे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास I t और S t के लिए तेरह चर होंगे क्योंकि हमें I t और S t को इनिशियलाइज़ करने की आवश्यकता है स्प्रेडशीट में हमने जो पहला मान हजार माना था वह एक प्रारंभिक मूल्य है जो I को दिया गया है और उस स्थिति में S 0 0 था इसलिए हमें कुछ प्रारंभिक स्थितियों की आवश्यकता है जहां मैंने 1 ऋण शून्य किया है एस टी माइनस 1 दूसरा हमारी क्षमता है इसलिए नियमित समय क्षमता उपलब्ध है इसलिए जो भी नियमित समय उत्पादन मात्रा के रूप में दिया जाता है वह नियमित समय क्षमता से कम या बराबर होना चाहिए इसलिए यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि नियमित समय क्षमता क्या है स्प्रेडशीट से हमने कहा कि यदि डब्ल्यू टी लोग काम कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति प्रति दिन एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम है तो हम कहते हैं कि कुछ k 1 के रूप में W t में यदि wt लोग काम कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति k 1 प्रति दिन बना सकता है इसलिए यह k t 1 दिनों में k t हो जाएगा जो कि एक स्थिरांक है यदि k 1 वह मात्रा है जो प्रत्येक व्यक्ति प्रति दिन पैदा करता है जो कि पिछले स्प्रेडशीट उदाहरण में हमारा 16 था जिसे अब दिनों की संख्या से गुणा करना होगा इसलिए हम आरटी को परिभाषित करना शुरू कर देंगे पीरियड टी में नियमित समय का उत्पादन होता है जो प्रति दिन उत्पादित इकाइयों में काम करने वाले लोगों की संख्या के बराबर या उससे कम है जो कि लगातार 2 k है जहां k 2 ज्ञात है यह RT है दिन इसलिए मैं या तो इसे के 2 के रूप में उपयोग कर सकता हूं या मैं इसे टी के आरटी दिनों के रूप में उपयोग कर सकता हूं पीरियड टी में उपलब्ध नियमित समय दिनों की संख्या या मैं गुणा कर सकता हूं यह एक निरंतर है यह एक निरंतर है इसलिए मैं बस आरटी कह सकता हूं से कम या लगातार कुछ समय W बराबर है अब यदि हम एक स्थिति में आते हैं जहां आरटी वास्तव में क्षमता से कम है तो हमारे पास उपयोग है जो हमने दूसरी स्प्रेडशीट में देखा था और एक उपयोग उपयोग लागत है जो वहां भी है इसलिए इसे फिर से लिखा जाता है क्योंकि आरटी प्लस यू टी निरंतर समय डब्ल्यू टी के बराबर है इसलिए यह नियमित समय क्षमता की कमी का प्रतिनिधित्व करता है इसी तरह एक ओवरटाइम क्षमता की कमी है इसलिए ओटी टी के ओटी दिनों में डब्ल्यू के टी 1 के बराबर या उससे कम है यह डब्ल्यू टी उन लोगों की संख्या है जो उपलब्ध हैं k 1 उन इकाइयों की संख्या है जो इस व्यक्ति का प्रति दिन उत्पादन हो रहा है यह ओटी दिनों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो उपलब्ध हैं तो OT कम या बराबर है यहाँ हमारे पास OT के लिए उपयोग की लागत कम नहीं है और इस सूत्रीकरण का उपयोग हम केवल RT के लिए उपयोग लागत के तहत कर रहे हैं और हम OT के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं फिर हमारे पास एक और बाधा है जो है डब्ल्यू टी माइनस 1 प्लस एच टी माइनस एल टी डब्ल्यू टी के बराबर है डब्ल्यूटी माइनस 1 पीरियड टी माइनस 1 में काम कर चुके लोगों की संख्या है जो पीरियड टी की शुरुआत में उपलब्ध हैं यह आपकी इन्वेंट्री की तरह है आप या तो किराए पर लेते हैं या आप छंटनी करते हैं इसलिए प्लस एच टी माइनस एल टी डब्ल्यू टी के बराबर है अब सभी चर जो 0 से अधिक या बराबर हैं अब यह इस समस्या का रैखिक प्रोग्रामिंग सूत्रीकरण है अब इसके साथ जुड़े एक काम पर रखने की लागत है इसके साथ एक छंटनी की लागत है चूँकि यह h t और l t दोनों H t से अधिक या बराबर है और L t समाधान में दिखाई नहीं देंगे उनमें से केवल एक ही समाधान में दिखाई देगा उदाहरण के लिए यदि नेट हायरिंग लोग 2 हैं तो आप यह नहीं कहेंगे कि मैंने 3 को काम पर रखा है और मैंने 1 को रखा है और मेरे पास 2 लोगों का नेट है जो बढ़ जाएगा ये 3 लागत आप कहेंगे कि किराए पर दो और करें किसी को भी नहीं बताना चाहिए इसलिए यह सूत्रीकरण है अब अगर पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स की संख्या में उतनी ही अड़चनें आती हैं जितनी पीरियड्स की संख्या के रूप में एक बार फिर से पीरियड्स की संख्या में एक बार पीरियड्स की संख्या में कमी हो जाती है हमें W 0 पर कुछ प्रारंभिक स्थिति की भी आवश्यकता है यह भी देखें कि इस सूत्रीकरण में हम स्पष्ट रूप से उद्देश्य समारोह में पेरोल लागत को जोड़ नहीं रहे हैं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम कहीं न कहीं यह मान लें कि पेरोल लागत नियमित समय लागत में परिलक्षित हो रही है जिसमें पेरोल भी शामिल है भले ही उपयोग लागत के अंतर्गत जिसमें पेरोल लागत का हिस्सा भी शामिल है यही कारण है कि हमारे पास एक छोटा डब्ल्यू टी नहीं है जो महीने में इन लोगों को वास्तव में उलझाने की लागत है हमें यह भी समझना होगा कि एच टी और एल टी पेरोल लागत नहीं हैं लेकिन ये लागत हैं ये भी किराए पर लिए गए अतिरिक्त लोगों के भुगतान की लागत नहीं हैं एच टी और एल टी जिन्हें यह एच टी और एल कहा जाता है टी जो काम पर रखने की लागत और छंटनी की लागत है एच टी अनिवार्य रूप से लोगों को काम पर रखने के लिए साक्षात्कार आयोजित करने की लागत की चिंता करता है लोगों को प्रशिक्षित करने की लागत इसमें अतिरिक्त रूप से काम पर रखे गए लोगों के पेरोल शामिल नहीं है जो कि डब्ल्यू टी में ध्यान रखा जाता है और इस मामले में आरटी और यू टी में इसी तरह एल टी को बंद करने की लागत है जहां व्यक्ति को किसी प्रकार का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है जिसे बंद कर दिया जाता है इसलिए यह आपका एल टी है तो यह सूत्रीकरण समतुल्य अनुकूलन या रैखिक प्रोग्रामिंग सूत्रीकरण है समस्या के लिए दूसरी स्प्रेडशीट समस्या जो हमने पहले देखी थी स्प्रेडशीट एक मूल्यांकन समाधान था जहां उपयोगकर्ता ने स्प्रेडशीट में उन निर्णयों को बनाया जो उपयोगकर्ता ने कुल उत्पादन और कार्यबल पर निर्णय लिए थे यहां क्या होता है निर्णय चर उनमें से कई हैं लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जब आप कुल उत्पादन के लिए निर्णय लेते हैं तो एक मूल्यांकन मॉडल में आप वास्तव में आरटी ओटी के साथ साथ टी के आउटसोर्स के लिए निर्णय ले रहे हैं जब हमने दूसरे स्प्रेडशीट में एक उत्पादन निर्णय लिया था जब हमने डब्ल्यू टी के लिए एक निर्णय लिया था तो हम स्वचालित रूप से एच टी एल टी और डब्ल्यू टी के लिए निर्णय लेते थे और जिस क्षण हमने आरटी के लिए यह निर्णय लिया हमने यू टी के लिए भी निर्णय लिया जो कि उपयोग के अधीन है इसलिए यह समस्या के लिए सूत्रीकरण है जो कि हमारे पास था अब हम उस स्प्रेडशीट पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि उस विशेष उदाहरण के लिए इष्टतम समाधान क्या है जब हम इस विशेष रैखिक प्रोग्रामिंग विनियमन का उपयोग करके हल करते हैं यह एक रेखीय सूत्रीकरण है क्योंकि सभी चर 0 से अधिक या इसके बराबर हैं हमने इस बात का ध्यान रखा है कि मैं इसे 1 मिनट के लिए शून्य से 1 घटाता हूं साथ ही साथ एच टी माइनस एल टी द्वारा देखभाल करता हूं इसलिए यदि डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी से कम है तो 1 टी टी का मान होगा अगर डब्ल्यू टी से छोटा है तो डब्ल्यू टी के १ माइनस से कम है दोनों लागतों को आकर्षित करेंगे जो कि ० से अधिक या उसके बराबर हैं तो आइए हम वापस जाएं और स्प्रेडशीट में देखें कि ये समाधान क्या हैं अब इस रैखिक प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशन में हमने वह सब मॉडल तैयार किया है जिसे हमने दूसरी स्प्रेडशीट में देखा था जहाँ हमने 8 अलग अलग लागतों पर विचार किया था जिसमें इन्वेंट्री की लागत नियमित समय ओवरटाइम इन्वेंट्री शॉर्टेज हायरिंग लेट ऑफ आउटसोर्सिंग और अंडर शामिल थी अब यदि हम पहली स्प्रेडशीट को मॉडल करते हैं जहां हमने केवल 4 लागतों पर विचार किया है जहां हमने नियमित समय लागत ओवरटाइम लागत इन्वेंट्री लागत और कमी लागत पर विचार किया था जिसका अर्थ है कि हमारे पास यह विशेष समीकरण नहीं था जहां हम कार्यबल को अलग करते हैं यहाँ केवल एक W है जो एक स्थिरांक है जिसे इस स्प्रेडशीट में दूसरे के लिए 65 पर रखा गया था इसलिए हमारे पास ये 4 लागतें नहीं हैं और हमारे पास यह OUT of t नहीं है कोई आउटसोर्सिंग नहीं है तो इस रैखिक प्रोग्रामिंग सूत्रीकरण को पहले स्प्रेडशीट में मान्यताओं की देखभाल करने के लिए भी संशोधित किया जा सकता है जो मैं यहां व्यक्त करना चाहता हूं भले ही वहां 8 लागतें हों यह सभी 8 लागतों पर विचार करने के लिए हर समय बिल्कुल आवश्यक नहीं है कभी कभी यदि हम निरंतर कार्यबल मॉडल के साथ काम करते हैं तो हम 8 में से केवल 4 लागतों पर विचार करने जा रहे हैं अगर हम आउटसोर्सिंग और उपयोग के तहत छोड़ देते हैं तो हम 8 में से केवल 4 लागतों को देखने जा रहे हैं इसलिए अब हम क्या करते हैं हम पहले स्प्रेडशीट पर वापस जाते हैं हम कोशिश करते हैं और पहले स्प्रेडशीट में दिए गए समाधान को देखते हैं और फिर हम अनुकूलन समस्या में समाधान भी प्रदान करते हैं जहां हम इस एलपी फॉर्मूलेशन को संशोधित कर रहे हैं पहली स्प्रेडशीट की मान्यताओं को पूरा करने के लिए जहां हम केवल 4 लागतों पर विचार कर रहे हैं हम एक निरंतर कार्यबल पर विचार करते हैं और हम आउटसोर्सिंग पर विचार नहीं करते हैं इसलिए हम केवल नियमित समय ओवरटाइम इन्वेंट्री और कमी पर विचार करने जा रहे हैं अब इस स्प्रेडशीट में कुल लागत जो हम देखते हैं वह 3317 लाख है 3317 लाख और कुल उत्पादन मात्रा जो वहां दी गई है 2704 2288 2808 2390 2912 2496 2808 2808 2288 2704 2400 694 ये 12 उत्पादन मात्राएं थीं जिन्हें आप यहां देख सकते हैं जो इस स्प्रेडशीट में दिखाए गए हैं अब लागत 331783 लाख है अब यदि हम इसके लिए अनुकूलन समस्या को हल करते हैं तो इष्टतम समाधान है आर 1 2288 है आर 2 1872 है आर 3 2288 है और इसी तरह अब ओवरटाइम मान 416 416 520 और इतने पर हैं और कुल लागत 3301 लाख है अब स्प्रेडशीट का उपयोग करने वाले मूल्यांकन मॉडल ने हमें 3317 के साथ एक समाधान दिया अनुकूलन ने हमें 3301 लाख के साथ एक समाधान दिया कुल उत्पादन यहां 2704 था यहां कुल उत्पादन 2704 है यह 2288 है यह 2288 है यह 2808 है यह भी 2808 है लेकिन इष्टतम समाधान में कहीं और बदलाव है इसलिए मूल्यांकन मॉडल से 3317 लाख 333 लाख तक नीचे आ गया अब यह अनुकूलन का लाभ है अगर हम स्प्रेडशीट से इस समाधान को प्राप्त करने और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उपयोगकर्ता को इन मूल्यों के साथ खेलना होगा और प्रत्येक परिवर्तन के लिए आप देख सकते हैं कि यह मान बदलता रहता है उदाहरण के लिए यदि हमने 2704 के बजाय उपयोग किया था अगर मैंने 2600 का उपयोग किया था तो आप देखते हैं कि 3317 3494 हो जाता है इसलिए उपयोगकर्ता अब इन कुल उत्पादन मूल्यों के साथ खेल सकता है और इस तरह कि मूल्य वास्तव में नीचे आता है अब यह एक बड़ी मात्रा में समय लेने वाला है अगर उपयोगकर्ता को इसे एक स्प्रेडशीट में करना है तो ऑप्टिमाइज़ेशन हमें सबसे अच्छा मूल्य देता है और जब आप स्प्रेडशीट मॉडल का उपयोग करते हैं या एक सारणीबद्ध दृष्टिकोण के रूप में कहा जाता है आपको नहीं पता होगा कि इष्टतम मूल्य क्या है जबकि यहाँ आप जानते हैं कि इष्टतम मूल्य क्या है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि यह मॉडल एक बहुत ही सामान्य मॉडल है जो 8 अलग अलग लागतों को पकड़ता है कभी कभी आप उनमें से सभी 8 का उपयोग करते हैं कभी कभी आप उनमें से सभी 8 का उपयोग नहीं करते हैं आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि हमने किया 8 में से केवल 4 का उपयोग किया गया कभी कभी संगठन यह कहेगा कि मैं एक चर कार्यबल का उपयोग करूंगा लेकिन मैं आउटसोर्सिंग का उपयोग नहीं करना चाहता हूं जिसका अर्थ है कि आपके पास यहां आउटसोर्सिंग लागत नहीं होगी लेकिन आपके पास होगा चर कार्यबल जिसका अर्थ है कि आपके पास एच टी के साथ साथ एल टी भी होगा इसलिए विभिन्न संगठनों में विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर हम इस रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल को उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकते हैं और फिर इष्टतम समाधान प्राप्त करने के लिए हल कर सकते हैं हमने यहां एक धारणा भी बनाई हमने इसमें स्पष्ट रूप से डब्ल्यू टी का उपयोग नहीं किया मैंने कहा कि डब्ल्यू टी लोगों को भुगतान किया जाता है और जो इस आरटी लागत में अवशोषित हो जाता है साथ ही कुछ यू टी लागत में जब वे नहीं जा रहे हैं उपयोग किया जाए यह ओटी लागत में भी समाहित हो सकता है यदि वे ओवरटाइम के लिए उपयोग किए जाते हैं तो इसे करने का एक और तरीका है कि इसे अलग करें और फिर इस डब्ल्यू टी को उद्देश्य समारोह में लाएं यह कहकर कि डब्ल्यू टी लोगों के लिए पेरोल लागत है डब्ल्यू टी में और अगर हम ऐसा करते हैं तो यह RT यह OT और यह U t पेरोल घटक पर विचार नहीं करेगा इसलिए यह RT केवल सामग्री की लागत उपभोग्य सामग्रियों की लागत अन्य शक्ति की लागत और कुछ अन्य चीजों जो आर टी में जाएगा आम तौर पर आरटी और ओटी विशेष रूप से इन 2 लागतों में अंतर अतिरिक्त धन से आता है जो कि अतिरिक्त समय के लिए भुगतान किया जाता है ताकि अतिरिक्त राशि को भी इस ओ टी में अवशोषित किया जा सके तो सूत्रीकरण भी उद्देश्य समारोह में स्पष्ट रूप से पेरोल लागत को लाकर संशोधित किया जा सकता है लेकिन रैखिक प्रोग्रामिंग इसे हल करने के लिए एक बहुत ही सामान्य रूपरेखा प्रदान करता है अब इसके अलावा संगठनों में कुछ अन्य प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं यहां देखें कि हमें मूल्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो कि मैं और मैं शून्य से 1 ले सकते हैं यदि यह सस्ता और किफायती है तो हम इस मॉडल के माध्यम से बहुत सारी इन्वेंट्री बनाने का मन नहीं बनाते हैं क्योंकि हम आई टी के मूल्य को सीमित नहीं कर रहे हैं हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से हम इसे प्रतिबंधित कर रहे हैं क्योंकि इन्वेंट्री को केवल उत्पादन के माध्यम से बनाया जाना है इसलिए अगर मुझे जाना है तो ऊपर जाना होगा इसका मतलब यह है कि इस RT और OT और T के OUT को ऊपर जाना है लेकिन यदि हम लागतों को बहुत ध्यान से देखते हैं तो इन्वेंट्री को रखने की लागत वास्तव में हमारे द्वारा चिह्नित प्रत्येक अन्य लागत की तुलना में बहुत कम है इसलिए I t को बढ़ाने की प्रवृत्ति हो सकती है जो कई बार संगठन प्रतिबंध लगाने से बचना चाहते हैं मुझे कुछ I स्टार से कम या बराबर होना चाहिए मैं इसमें एक निश्चित मात्रा से अधिक इन्वेंट्री नहीं रखना चाहता तो यह हैंडलिंग का एक और तरीका है कभी कभी कमी नहीं होनी चाहिए इसलिए आप पूरी तरह से एस टी चर को छोड़ देंगे और कहेंगे कि मेरे पास होगा मैं हर महीने की मांग को पूरा करूंगा और फिर मैं कमी को पूरा नहीं करूंगा अब हम अगले प्रश्न की कोशिश करते हैं और पता करते हैं हम क्या करते हैं यदि हमारे पास कई उत्पाद हैं तो दूसरी चीज यह भी है कि यह भी है अब इनमें से कुछ इकाइयों में हैं अब हमें इन चरों को ध्यान से परिभाषित करना होगा अब हमने उनमें से कुछ को इकाइयों के रूप में परिभाषित किया नियमित समय में उत्पादित इकाइयों की संख्या ओवरटाइम में उत्पादित इकाइयों की संख्या और इसी तरह अगर हम उन्हें परिभाषित करना शुरू कर देते हैं तो नियमित समय में उत्पादित इकाइयों की संख्या ओवरटाइम संख्या की इकाइयों के रूप में सूची कमी की इकाइयों की संख्या इकाइयों की संख्या आउटसोर्स की गई लेकिन एच टी और एल टी लोगों की संख्या है जिन्हें काम पर रखा गया है और निर्धारित किया गया है यू टी आदर्श रूप से उन घंटों की संख्या होनी चाहिए जिनका उपयोग नहीं किया जाता है इसलिए हमें इन तीन चीजों को उत्पादित करने वाली इकाइयों की संख्या अप्रयुक्त किए गए घंटों की संख्या और उन लोगों की संख्या को लाने की आवश्यकता है जो इसके अतिरिक्त हैं अगर हम कई उत्पाद बनाते हैं तो प्रत्येक उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अलग अलग समय की आवश्यकता होगी इसलिए क्षमता को भी तदनुसार समायोजित करना पड़ता है इसलिए समग्र योजना में हम कोशिश नहीं करते हैं और इन्हें परिभाषित करते हैं और उत्पादित इकाइयों की संख्या या काम पर रखे गए लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं लेकिन सभी चर अब एक ही इकाई में दर्शाए जाते हैं जो मानव घंटे कहा जाता है तो यह सूत्रीकरण आरटी को नियमित समय उत्पादन के मानव घंटे की संख्या ओवरटाइम उत्पादन के मानव घंटे की संख्या इन्वेंट्री के मानव घंटे की संख्या कमी के मानव घंटे की संख्या मानव घंटे की संख्या होने देगा आउटसोर्स किए गए मानव घंटे की संख्या कम है इसलिए इसकी एक सामान्य इकाई है जिसे मैन घंटे कहा जाता है इसलिए इनमें से कुछ k 1 वगैरह को फिर से परिभाषित करना होगा जो करना बहुत मुश्किल नहीं है और इस समय हम मानव घंटे का उपयोग करना शुरू कर देते हैं हम यह भी जानते हैं कि हम कई उत्पादों को संभाल सकते हैं शब्द समुच्चय इस तथ्य से आता है कि हम इन सभी उत्पादों को एकत्र कर रहे हैं एक समान उत्पाद को देख रहे हैं और फिर हम इस तरह की समस्या का प्रयास करते हैं और उसका निर्माण करते हैं जिससे हम उत्पादन के मानव घंटे और कई घंटों के कर्मचारियों की गणना करते हैं जो कि निहित होने वाले हैं और ये एक न्यूनतम लागत पर मिलने वाले हैं अब हम आगे के मॉडल देखें अगले व्याख्यान में समग्र योजना